पिछले 3 खंडों में हम सीवीपी विश्लेषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं हमने 2 उदाहरण भी किए हैं और फिर हमने एक विशेष सवाल की गणना या किसी विशेष मामले को हल करने पर शुरू किया है पहला मामला गणेश लिमिटेड का था जिसमें तीन ब्रांड नाम या तीन उत्पाद थे मुझे आशा है कि आप मेरे साथ हैं और आपने इसे उस बिंदु तक हल कर लिया है जहां हम रुके थे अगर अगर नहीं तो इसेअभी हल करने की कोशिश कीजिए इसलिए गणेश लिमिटेड के तीन उत्पाद सीमित हैं उनमें परिवर्तनीय लागत के साथ साथ विक्रय मूल्य भी दिया गया है फिर मासिक निश्चित लागत जो कि 4 80000 है और उन्होंने हमें जुलाई के महीने में दो बिक्री मिश्रण दिए हैं यह 20000 20000 20000 है और अगस्त के महीने में यह 35 16 और 5 है प्रश्न के एक भाग में हमें मासिक लाभ की गणना करने और यह टिप्पणी करने के लिए कहा गया था कि क्या कम बिक्री वाले महीने में अधिक लाभ हो सकता है तो जुलाई के महीने के लिए लाभ का आंकड़ा क्या है यह समाधान है जो हमने अब तक किया है हम हमेशा योगदान और पीवी अनुपात की गणना के साथ शुरू करते हैं इसलिए उत्पाद A पर हमें 11 का योगदान मिला है B पर 12 है और C पर 14 है और ये पीवी अनुपात हैं फिर हमने जुलाई के मासिक लाभ की गणना की उसके लिए सबसे पहले हमें जुलाई में योगदान का पता होना चाहिए जो 540000 माइनस 480 है इसलिए आपको 60000 का लाभ मिलता है अगस्त महीने के लिए यह योगदान 597 माइनस 480 हो गया है आपको 117 का लाभ मिलता है और नाटकीय रूप से आप देख सकते हैं कि लाभ लगभग 60000 से 117000 तक दोगुना हो गया है यदि आप इकाइयों की संख्या को देखते हैं तो यह आश्चर्यजनक है क्योंकि जुलाई में कुल इकाइयों की संख्या 60000 थी और कुल इकाइयाँ सामान्य रूप से गिरी हैं आप उम्मीद करेंगे कि इकाइयों की संख्या में गिरावट से लाभ में स्वतः गिरावट आएगी लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लाभ ऊपर चला गया है क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं कि यह कैसे संभव है क्या होगा इसलिए स्पष्टीकरण क्या था स्पष्टीकरण यह था कि अगस्त का बिक्री मिश्रण जुलाई की तुलना में काफी बेहतर है आप समझ रहे हैं कि यह क्यों बेहतर है क्योंकि एक उत्पाद A जो C के उत्पादों की तुलना में अधिक योगदान दे रहा है उस पर अब जोर दिया गया है B की बिक्री में कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन C की बिक्री 20 से 5 तक नीचे चली गई है जबकि A की बिक्री में वृद्धि हुई है यही वजह है कि समग्र योगदान बढ़ा है और बड़े हुए योगदान ने अगस्त के महीने में अधिक लाभ दिया है इसलिए जहां तक सवाल का पहला भाग था ये हमारी गणनाएं थीं और वहां हम रुके थे लेकिन आज हम एक और गणना कर सकते हैं कुल बिक्री की गणना कीजिए इसलिए यदि आप कुल बिक्री के लिए जाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि कुल बिक्री २९ ६०००० से २४१४००० तक गिर गई है इसलिए न केवल इकाइयों की संख्या यहां तक कि बिक्री की मात्रा भी गिर गई है क्योंकि आप देख सकते हैं कि C वास्तव में एक उत्पाद है जिसकी बिक्री मूल्य सबसे अधिक है जबकि A का बिक्री मूल्य सबसे कम है तो कुल राजस्व के संदर्भ में कंपनी दुखी होगी क्योंकि राजस्व गिर गई है लेकिन लाभप्रदता में सुधार हुआ है अब हम और गहराई में जाते हैं कि यह कैसे संभव है इसलिए प्रश्न के B भाग में उन्होंने क्या पूछा है यदि आप जुलाई और अगस्त के बिक्री मिश्रण पर विचार करते हैं तो दो बिक्री मिश्रण हैं जो कि मिश्रण X 1 है और X 2 दोनों के लिए सम विच्छेद बिंदु की गणना कीजिए और सुझाव दीजिए कि आप किस मिश्रण की सिफारिश करते हैं तो जुलाई में हम इसे प्लान 1 कहते हैं या कहें कि हम इसे प्लान X 1 कह सकते हैं और अगस्त में यह प्लान X 2 है अब इनमें से प्रत्येक प्लान के लिए सम विच्छेद बिंदु की गणना करना है ठीक है तो दोनों योजनाओं के लिए सम विच्छेद बिंदु की गणना करने का प्रयास करें तो आप जानते A BC का का बिक्री मूल्य आप जानते हैं आप योगदान जानते हैं आप इकाइयों की संख्या जानते हैं कृपया बीईपी की गणना करें आप आगे कैसे बढ़ेंगे मुझे लगता है कि इसका ज्यादातर हिस्सा आपको ज्ञात है आप इसे देख सकते हैं हमने पहले ही जुलाई महीने के लिए लाभ की गणना कर ली है जो प्लान X 1 है अब आपको बीईपी का एकमात्र अंतर ज्ञात है अब एबीसी के पीवी अनुपात की गणना कीजिए जो हमने पहले किया था अब हम पूरे महीने के लिए इसे बिक्री मिश्रण मानकर पीवी अनुपात की गणना करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यदि आप औसत पीवी अनुपात की गणना करते हैं भारित औसत पीवी अनुपात की गणना करते हैं तो हमने क्या किया है योगदान भागे बिक्री एक पीवी अनुपात है तो आप जुलाई के महीने के लिए एबीसी के लिए भारित औसत पीवी अनुपात एक साथ प्राप्त कर सकते हैं या प्लान X 1 इसे करने का एक और तरीका भी है जो समान रूप से दिलचस्प है आप इन सभी को एक विशेष टोकरी के रूप में मान सकते हैं तो आप एक टोकरी बेचते हैं जिसमें a की एक इकाई b की एक इकाई और c की एक इकाई है 1 1 1 क्योंकि कुल बिक्री 111 मे हैं 202020 है तो 1 टोकरी में 1 ए 1 बी प्लस 1 सी होते हैं अब प्रति टोकरी योगदान की गणना करने का प्रयास करते हैं तो आप 1 ए ले सकते हैं जो कि 11 1 बी 12 1 सी 4 है तो टोकरी का कुल योगदान 27 है अब हमें योगदान के माध्यम से 480 की निश्चित लागत उत्पन्न करनी होगी तो एफसी भागे प्रति इकाई योगदान एक सूत्र है तो 27000 से विभाजित 480000 आपको टोकरियों की संख्या के मामले में सम विच्छेद देगा क्या आप मुझे समझ रहे हैं तो आपका जवाब 1777777 है इतनी सारी टोकरीयों को बेचने की आवश्यकता है यदि आप इसे इकाइयों के संदर्भ में बदलना चाहते हैं यह 11 के बराबर है 1 तो हर टोकरी में 1 ए 1 बी 1 सी है इसलिएसम विच्छेद बिंदु भी 1777777 है आप इसे शून्यान्त कर सकते हैं या इसे शून्यान्त करके ए और बी और सी की 17778 इकाइयों के रूप में बना सकते हैं ठीक है तो आप या तो इकाइयों के संदर्भ में इसकी गणना कर सकते हैं या आप इसे रुपये के रूप में भी गणना कर सकते हैं अब रुपये के संदर्भ में आप इसकी गणना कैसे करेंगे आप सूत्र जानते हैं कि एफसी को पीवी अनुपात द्वारा विभाजित किया गया है समझ रहे हैं केवल एक चीज जो हम पहले करते थे कि इसे व्यक्तिगत उत्पाद के लिए करते थे अब हम एक भारित औसत पीवी अनुपात ले रहे हैं तो पूरी टोकरी के लिए पीवी अनुपात 018 है आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत पीवी अनुपात इस तरह हैं लेकिन एक टोकरी के रूप में यह 018 है इसमें एक समान भार है 111 तो यहां मुझे इस मात्रा में बीईपी दे रहा है जो मुझे लगता है कि 2631111 है समझ रहे हैं या तो आप इसे रुपयों में कर सकते हैं या आप इसे इकाइयों में कर सकते हैं दोनों तरह से संभव है अब कृपया इसे X 2 योजना के लिए करें जो कि अगस्त महीने के लिए है उसी पद्धति को लागू करें जैसा कि हमने यहां किया है कृपया इसे मेरे साथ करें अब हमें पहले से ही पता था कि योजना X 2 के लिए हमारा लाभ 117 है अब टोकरी क्या होगी मान लें कि हमें एक टोकरी के लिए जाना है तो अनुपात 111 नहीं होगा अब अनुपात 35165 है तो आप मान सकते हैं कि टोकरी में 35 ए 16 बी और 5 सी के शामिल हैं अब इसके आधार पर प्रति टोकरी अंशदान की गणना करें और टोकरी की संख्या के संदर्भ में बीईपी की गणना करें मुझे आशा है कि आप इसे मेरे साथ करने में सक्षम हैं तो 35 टोकरीयों के लिए यह 11 गुना 35 है माफ कीजिएगा 35 a's की 1 टोकरी के लिए यह 35 गुना 11 है इसका मतलब है कि A से 385 रुपये 16 गुना 12 यानी B से 192 और 5 गुना 4 यानी C से 20 है यह एक बड़ी टोकरी है जो मुझे 597 का कुल योगदान दे रही है अब आप टोकरीयों की संख्या के संदर्भ में बीईपी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा लक्ष्य 480000 की वसूली करना है और 1 टोकरी से मुझे 597 मिलता है एफसी भागे प्रति इकाई योगदान मुझे 80402 देता है इसलिए आपको 80402 टोकरीया बेचने की जरूरत है और 1 टोकरी में हमें 35 ए बी और सी मिले हैं जो कुछ भी मिश्रण है तो अब A B C की इकाइयों की गणना करें तो आपको A की 28140 इकाइयाँ B की 128643 इकाइयाँ और C की 40201 इकाइयाँ मिलेंगी समझ रहे हैं तो पहले की तरह लेकिन पहले मात्रा समान थी क्योंकि यह 111 के अनुपात में था अब दिए गए मिश्रण में A B और C की अलग अलग मात्रा है जो कि 35 16 और 5 है यह प्राप्त होने वाली न्यूनतम बिक्री है या सम विच्छेद बिक्री है आप इसकी रुपये के संदर्भ में कैसे गणना करेंगे मुझे लगता है कि आपको पता है कि हमने यह यहां किया है सबसे पहले इस टोकरी के लिए भारित औसत पीवी अनुपात की गणना करें और फिर बीईपी की गणना करें तो पीवी अनुपात कैसे प्राप्त करें योगदान को बिक्री से विभाजित करें 024 पीवीआर हैऔर बीईपी बीईपी एफसी है जो 480 है उसे 024 से विभाजित करें आपको 1940904 मिलता है अब 2 मिश्रण X 1 और X 2 की तुलना करने का प्रयास करें प्रश्न यह है कि क्या इन 2 महीनों की बिक्री को 2 बिक्री मिश्रण के रूप में माना जाता है तो कौन सा मिश्रण बेहतर है क्या आप X 1 को पसंद करते हैं या आप X 2 को पसंद करते हैं आपका जवाब क्या है देखिए X 1 में आपका बीईपी अधिक है X 2 में आपका बीईपी कम है आप किस से ज्यादा महत्व देना महसूस करते हैं अधिक बीईपी या कम बीईपी मुझे लगता है कि हर कंपनी कम बीईपी चाहती है तो स्वाभाविक रूप से वे X 2 को पसंद करेंगे लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है आप पीवी अनुपात की तुलना भी कर सकते हैं आपको क्या मिलता है पीवी अनुपात 018 है और यह 024 तक काफी सुधरा है तो आप X 2 में अधिक मार्जिन रखने में सक्षम हैं इसलिए आप X 2 पसंद करेंगे यदि आप व्यक्तिगत उत्पादों को देखते हैं हालांकि उन्होंने यह नहीं पूछा है कि ABC के बीच आप किस उत्पाद की सिफारिश करते हैं यह बहुत स्पष्ट होगा कि चूंकि योगदान A और B के लिए अधिक है इसलिए आप C को पसंद नहीं करेंगे आप A या B के लिए जोर लगाना चाहेंगे कोई भी मिश्रण जिसमें A B को अधिक भार दिया गया हो वह किसी भी मिश्रण से बेहतर है जिसमें C को अधिक भार दिया गया हो लेकिन A और B के बीच कौन सा बेहतर है यह एक बहुत ही पेचीदा सवाल है क्योंकि A और B के बीच B का प्रति इकाई योगदान अधिक है लेकिन A का पीवी अनुपात अधिक है तो आप किसे ज्यादा पसंद करेंगे अगर बेची गई मात्रा पर प्रतिबंध है तो वास्तव में आप बी को पसंद करेंगे क्योंकि बी में प्रत्येक इकाई पर आपको 12 रुपये मिलते हैं लेकिन आम तौर पर कुल बिक्री पर प्रतिबंध है यदि आप कुल बिक्री से देखते हैं कि ए क्यों बेहतर है क्योंकि यह आपको अधिक प्रतिशत योगदान या अधिक पीवी अनुपात देता है अब आप देख सकते हैं कि यहां पीवी अनुपात में काफी सुधार हुआ है क्योंकि ए का भार बढ़ गया है अब स्थिति स्थिति के अनुसार आपका जवाब विशेष रूप से ए और बी के बीच बदल सकता है लेकिन अभी के लिए क्या पूछा गया था यदि आप 2 को 2 मिश्रण के रूप में मानते हैं तो किसकी आप सिफारिश करेंगे इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर आपको बहुत अधिक स्पष्ट है कि आप X 2 को पसंद करेंगे 2 कारणों से क्योंकि इसका बीईपी कम है और इसमें पीवी अनुपात अधिक है समझ रहे हैं अब हमें अगले मामले पर जाना है अगला मामला केशव लिमिटेड का है कृपया मेरे साथ इसे हल करने का प्रयास करें यह दो उत्पादों ए और बी बेचता है उन्होंने बिक्री मूल्य परिवर्तनीय लागत जैसे विवरण दिए हैं और उन्होंने 6 महीने के लिए सामान्य निश्चित लागत भी दी है अब इसके आधार पर यह बहुत आसान है आपको रुपये के संदर्भ में बीईपी की गणना करनी होगी और प्रत्येक उत्पाद की संख्या यदि उन्हें 4 ए और 3 बी के अनुपात में बेचा जाना है तो उनके दिमाग में मिश्रण है 4 ए3 बी अगर उस मिश्रण को बनाए रखा जाना है तो रुपये और संख्या में बीईपी क्या होगा दूसरे भाग में फिर से यह समान प्रश्न है बीईपी की गणना कीजिए यदि उत्पादों को 4 ए 4 बी के मिश्रण में बेचा जाना है और तीसरे भाग में बिक्री प्रबंधक को सलाह दीजिए कि 2 में से कौन सा मिश्रण बेहतर है इसलिए यह हमारे पहले मामले के बहुत ज्यादा मिलता जुलता है मुझे आशा है कि आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे इसलिए कृपया इसे मेरे साथ हल करने का प्रयास करें अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे पहला कदम मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रति इकाई योगदान जानना चाहते हैं तो ए और बी के लिए कॉलम बनाएं योगदान की गणना करें एफसी को लें और दोनों बिक्री मिश्रणों के लिए लाभ की गणना करने का प्रयास करें और वहीं से आप बीईपी की गणना भी कर पाएंगे तो आप जानते हैं कि 10 माइनस 5 यह योगदान A का है और B के लिए केवल 2 है निश्चित लागते पहले से ही 561000 दी हुई है अब BEP की गणना करना आसान होगा यदि आप एक टोकरी बनाते हैं तो बिक्री मिश्रण 1 में हमने 4 ए और 3 बी की टोकरी बनाई है तो अब प्रति टोकरी बिक्री क्या है 4 गुना 10 यानी 40 3 गुना 12 यानी 36 टोकरी के लिए कुल बिक्री मूल्य 76 है 5 गुना 5 का योगदान ए की 1 इकाई के लिए है 5 गुना 4 जो कि 20 है और 6 क्योंकि 3 गुना 2 तो टोकरी के लिए कुल योगदान 26 है अब आप बीईपी की गणना कैसे करेंगे सबसे पहले हम 561 की वसूली करना चाहते हैं इसलिए एफसी भागे प्रति इकाई योगदान केवल एक बात बेचने के लिए केवल 1 इकाई लेने के बजाय यह एक मिश्रण के रूप में एक टोकरी के रूप में बेचा जा रहा है तो टोकरियों की संख्या के संदर्भ में 561600 भागे 26 बीईपी 21600 आता है अगर हम इकाई वार जाते हैं तो 21600 गुना 4 जो कि ए की 86400 और बी की 64800 इकाइयां देता है अब रुपये में पीवी अनुपात कैसे प्राप्त करें एक आसान तरीका है कि आप सिर्फ 64800 को 10 में गुणा कीजिए तो 864000 और 777600 पीवी अनुपात की भी गणना कीजिए एक भारित औसत के रूप में हमें 0342 मिलता है फिर से हम बीईपी की गणना कर सकते हैं जो कि 1641000 है मैं दुबारा जाँचने के लिए आपको सिर्फ एक मौका देने की कोशिश कर रहा हूं या तो आप इसे इकाइयों से गुणा कर सकते हैं फिर भी आप 1641 प्राप्त करते हैं या उत्पाद मिश्रण के लिए भारित औसत के लिए जा सकते हैं और बीईपी की गणना करें दोनों आपको एक ही उत्तर देंगे आप समझ रहे हैं इसलिए यह उत्पाद मिश्रण 1 के लिए है अब इसे मिश्रण 2 के लिए करें जो 44 है यह अधिक सरल है क्योंकि यह उसी तरह है जैसे 11 था अब प्रति टोकरी बिक्री क्या है 40 और 48 क्योंकि 4 गुना 10 और 12 प्रति टोकरी योगदान 20 और 8 है तो कुल योगदान 28 है निर्धारित लागत 561600 ही रहती है और अब प्रत्येक टोकरी से हमने 21 का योगदान अर्जित किया है इसलिए बीईपी 20057 टोकरीयो की संख्या में है इकाइयों में 20057 गुना 4 तो आपको 80228 और 80228ए और बी दोनों की गणना अब रुपये में भी हो गई है इसलिए अपने संबंधित बिक्री मूल्यों से गुणित होकर यह 802000 962000 है इसलिए अंतिम उत्तर 1765000 है उसी तरह यह भारित औसत का उपयोग करके भी किया जा सकता है अब भारित औसत पीवी 0031 है इसलिए बीईपी 1765000 है अब सवाल था सबसे पहले बीईपी की गणना करें और फिर बिक्री प्रबंधक को सलाह दें कि 2 में से कौन सा मिश्रण बेहतर है तो 2 में से कौन सा मिश्रण आपको पसंद है अब इसे देखने के दो तरीके हैं पहला बीईपी द्वारा आप देख सकते हैं कि बीईपी बिक्री मिश्रण 2 के लिए अधिक है इसलिए आप बिक्री मिश्रण 1 को अधिक पसंद करेंगे और पीवी अनुपात द्वारा पीवी अनुपात बिक्री मिश्रण 1 के लिए अधिक है तो आप बिक्री मिश्रण 1 ज्यादा पसंद करते हैं यदि आप 2 उत्पादों ए और बी की तुलना करते हैं तो कौन सा उत्पाद बेहतर है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि योगदान और साथ ही पीवी अनुपात के मामले में ए बी की तुलना में बहुत बेहतर है क्योंकि इसका पीवी अनुपात 50 प्रतिशत है जबकि उसका पीवी अनुपात केवल 166 प्रतिशत है यही कारण है कि बिक्री मिश्रण 1 में चूंकि ए का भार अधिक था वह एक बेहतर बिक्री मिश्रण था आप मुझे समझ रहे हैं इसलिए मुझे आशा है कि आप अब बिक्री मिश्रण की अवधारणा को समझ गए हैं और बिक्री मिश्रण या बिक्री मिश्रण के पीवी अनुपात की गणना कैसे करते हैं और इसके आधार पर कौन सा बिक्री मिश्रण ज्यादा बेहतर है इसका निर्णय कैसे लिया जाता है यह भी आप समझ गए हैं इसलिए इसके साथ हम यहां रुकेंगे नमस्ते धन्यवाद